नमस्कार तार रहित संचार के लिए आकलन और आकलन सिद्धांत पर मैसिव ऑनलाइन कोर्स का दूसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने आकलन के लिए बुनियादी मॉडल को देखना शुरू किया था हमने संवेदन जाल तन्त्र पर विचार किया था और फिर संवेदन जाल तन्त्र के लिए शोर अवलोकन मॉडल पर विचार किया था याद रखें कि हमारे पास हमारा अवलोकन y है जो प्राचर h और शोर के जोड़ के बराबर है इसलिए यह केंद्र में आपका अवलोकन है जो प्राचर के बराबर है जिसे h शोर द्वारा अभिव्यक्त किया गया है और इसके अलावा हमने देखा है तब यह v गौसियन है जिसका माध्य 0 सिग्मा का वर्ग है अब यह y भी गौसियन है जिसका माध्य अज्ञात प्राचर h और प्रसरण सिगमा का वर्ग द्वारा दिया जाता है इस प्रकार यह अवलोकन y का प्रायिकता घनत्व फलन fy y है मतलब इस अवलोकन y का PDF है इस प्रकार यादृच्छिक चर y 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल e घात 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग y घटा h का पूर्ण वर्ग होता है यह अवलोकन y का सेंसर नोड पर प्रायिकता घनत्व फलन है जो प्राचर h और गौसियन शोर v जिसका माध्य 0 और प्रसरण या पावर सिग्मा का वर्ग के अनुरूप है तो यह हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था मॉड्यूल को और आगे बढ़ाते हैं आइए हम इसे ऐसे परिदृश्य में विस्तारित करते हैं जहाँ एक सेंसर नोड समय में कई माप कर रहा है अभी के लिए मैं हमारे सेंसर नोड परिदृश्य पर विचार करना चाहूंगा तो हम अपने संवेदन जाल तन्त्र पर वापस जाते हैं हमारे सेंसर नोड जो अब विभिन्न माप बना रहे हैं तो हमारे सेंसर नोड जो कई माप बना रहा है दोबारा याद रखें मापे लेकिन इस बार यह प्राचर h की समय में कई बार ली गई माप है तो हमारे पास माप है y1 y2 yN और यह विभिन्न मापे अलग अलग समय अवस्था 12 तक लिए जा रहा है और इसलिए हमारे पास माप y1 y2 yN कैपिटल N है यह N मापे कैपिटल N समय अवस्था पर ली जा रही है और दिलचस्प बात यह है कि अब आप इसे एक संवेदन जाल तन्त्र के रूप में भी देख सकते हैं जिसमें कई सेंसर नोड्स होते हैं कैपिटल N सेंसर नोड्स जो N मापे बना रहे हैं ठीक है इनको एकल सेंसर नोड जो N मापे समय के साथ ले रहे हैं मानने के बजाय इसे N सेंसर कई माप एक ही समय ले रहे हैं मान सकते हैं इसलिए यह मूल रूप से एकल सेंसर और बहु सेंसर दोनों के परिदृश्य के लिए माप करता है और बाद में प्राचर h का आकलन करता है अब इसलिए इन मापो की प्रत्येक माप को मूल रूप से एक शोर अवलोकन y 1 जो बराबर है h v 1 के y 2 जो बराबर है प्राचर h v 2 के तो और आगे y N Nवाँ माप प्राचर h v N है के रूप में मॉडल किया जा सकता है और इसी तरह हम यह भी मान लें कि ये सभी शोर तत्व v1 v2 v N शोर हैं जिनका माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा का वर्ग है इस प्रकार kवाँ समय अवस्था पर प्रत्येक माप yK h v K होता है जहाँ K 1 से N तक की सीमा ले सकता है हमारे पास N समय अवस्था है इस प्रकार सामान्य रूप से मैं इसे Kth माप yK को h v K के बराबर दर्शा सकता हूं जहां K K वाँ समय अवस्था पर K वाँ अवस्था को व्यक्त करता है और स्वाभाविक रूप से y K के अनुरूप प्रायिकता घनत्व फलन है yK का f पून यह आपका अवलोकन yK वही है यह गौसियन है जिसका माध्य प्राचर h और प्रसरण सिगमा का वर्ग से दिया जाता है तो यह प्रायिकता घनत्व फलन द्वारा दिया जाता है जो कि 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल e घात 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग yk घटा h का पूर्ण वर्ग यह प्रत्येक K के अवलोकन y का अलग अलग PDF है यह प्रत्येक K का अवलोकन y अलग अलग PDF है हम समान बात कह रहे हैं मतलब सेंसर द्वारा K समय अवस्था पर बनाया गया प्रत्येक अलग अवलोकन एक गौसियन है जिसका गौसियन प्रायिकता घनत्व फलन है जिसका माध्य अज्ञात प्राचर h से दिया जाता है और प्रसरण शोर v k के प्रसरण से दिया जाता है जाता है जोकि सिग्मा का वर्ग है अब हमारी किसमें रुचि है हम अवलोकन y 1 y 2 से yN तक की संयुक्त घनत्व निकालना चाहते हैं हमें अवलोकन y 1 y 2 से yN तक के संयुक्त PDF या संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन को पाना होगा जिसे y 1 y 2 से yN तक के f स्क्रिप्ट y 1 y 2 yN से अभिव्यक्त किया जाता है हमें संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन निकालना होगा यह इन अवलोकनो y 1 y 2 से yN तक के संयुक्त PDF है और इस ओर हम एक संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन निकालने के लिए एक सरल धारणा बनाएंगे हम शुरू में यह मानने वाले हैं कि ये v 1 v 2 v N शोर तत्व IID हैं जो कि ये इंडिपेंडेंट आईडेंटिकली डिस्ट्रिब्यूटेड से वितरित हैं इस प्रकार हम संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन विकसित करने के लिए हम इस सिरे पर शोर तत्व की कल्पना करने जा रहे हैं v 1 v 2 v N शोर तत्व या शोर प्रतिदर्श IID हैं IID से हमारा क्या तात्पर्य है वे स्वतंत्र और समान हैं वे स्वतंत्र समरूपी वितरण है इसका अर्थ है ये सभी समरूपी वितरण हैं अर्थात जो हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं वह है गौसियन जिसका माध्य 0 प्रसरण सिगमा का वर्ग है और यह स्वतंत्र भी हैं ठीक यह शोर तत्व v 1 v 2 v N स्वतंत्र है जिसका अर्थ है अवलोकन y 1 y 2 y N भी स्वतंत्र है इसलिए शोर तत्व v 1 v 2 v N के अवलोकन y 1 y 2 y N आश्रित है अवलोकन y 1 y 2 y N स्वतंत्र है और इसलिए हमारे पास क्या है क्योंकि v 1 v 2 शोर के प्रतिदर्श v 1 v 2 से v N तक स्वतंत्र हैं इसका तात्पर्य है कि मूल रूप से आपके अवलोकन y 1 y 2 से yN तक भी स्वतंत्र हैं असल में वे माध्य h और प्रसरण सिगमा का वर्ग के साथ इंडिपेंडेंट आईडेंटिकली डिस्ट्रिब्यूटेड से वितरित किए जाते हैं इसलिए अवलोकन का संभावित संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन अवलोकन y 1 y 2 y N का पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलन के साथ गुणनफल अवलोकन के अनुरूप हैं क्योंकि अवलोकन स्वतंत्र हैं और यह हमें एक महत्वपूर्ण परिणाम देता है अर्थात् हम जिसके y 1 y 2 से y N तक के संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन y 1 y 2 से y N तक के f के बारे में पहले बात कर रहे हैं यह अलग अलग प्रायिकता घनत्व फलन के गुणनफल के बराबर है जो y1 के f का y 1 गुणांक y2 के f का y 2 गुणांक yn के f का y n गुणांक है अर्थात् जो कि पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलन का गुणनफल है अवलोकनो का पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलन का गुणनफल और हम जानते हैं की प्रत्येक अवलोकन का पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलन क्या है अर्थात 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल e घात 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग y1 घटा h का पूर्ण वर्ग गुणांक गुणनफल 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल e घात 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग y2 घटा h का पूर्ण वर्ग गुणांक 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल e घात 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग yN घटा h का पूर्ण वर्ग होता है यह अवलोकनो y 1 y 2 से yN तक का पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलन का गुणनफल है और अब इस पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलन को सरल कर रहे हैं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल पदो को इकट्ठा कर रहा है मेरे पास 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल घात N बटा 2 e घात 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग योगफल सभी व्यंजक चरघातांकिय़ के सभी पदो के yK h का पूर्ण वर्ग का योगफल कोटि K के N आकार के करेगा और यह आपका पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलन है यह अवलोकनो y 1 y 2 से yN तक का संयुक्त PDF है और अब हम मैं आपके ध्यान को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाना चाहूंगा ध्यान दे की संयुक्त PDF प्राप्त करते समय हमने अब तक तथ्यों को अनदेखा किया यह प्राचर h एक अज्ञात प्राचर है यह वह प्राचर है जिससे हम सेंसर नोड या फ्यूजन सेंटर पर आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बताया था यह प्राचर h अज्ञात है तो स्पष्ट देखें प्रायिकता घनत्व फलन में यह प्राचर h अज्ञात है यह वही है जो मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था जो इस प्राचर h का आकलन कर रहा है यह वही खोज है जिसमें प्राचर के मान की गणना प्राचर आकलन कहलाता है और यह प्रायिकता घनत्व फलन अज्ञात प्राचर h के एक फलन के रूप में है क्योंकि यह एक प्राचरहै जो अज्ञात है अज्ञात प्राचर h के एक फलन के रूप में इसे संभाव्यता फलन के रूप में जाना जाता है और यह महत्वपूर्ण बिंदु है और एक मुख्य बिंदु है मैं आकलन सिद्धांत के संपूर्ण ढांचे में यह इंगित करना चाहूंगा की प्रायिकता घनत्व फलन अज्ञात प्राचर h के एक फलन के रूप में संभाव्यता फलन कहलाता है यह है अवलोकन का संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन है मैं इसे इस प्रकार रखता हूं की अवलोकनो y 1 y 2 से yN तक के संयुक्त PDF अज्ञात प्राचर h के एक फलन के रूप में संभाव्यता फलन कहलाते है यह संभाव्यता फलन एच के अनुसार है यह संभाव्यता फलन मूल रूप से अवलोकनो y 1 y 2 yN का संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन है जिसे इस अज्ञात प्राचर h का फलन है यह संभाव्यता फलन कहलाते है प्राचर h के संभाव्यता निश्चित अर्थ में अज्ञात प्राचर h अरगुमेंट है यह h के प्रत्येक मान को दर्शाता है यह अज्ञात प्राचर h के अनुसार संभाव्यता दर्शाता है हम संभाव्यता फलन का प्रयोग प्राचर h के आकलन करने में करेंगे और इस प्रकार प्राचर h के एक प्राकृतिक ढांचे को जानते हैं जिसमें h का मान जिसके लिए संभाव्यता अधिकतम हो और यह अधिकतम संभाव्यता अनुमान आकलन कहलाता है और यह आकलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है या आकलन में यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है हमने अज्ञात प्राचर h का संभाव्यता फलन व्युत्पन्न किया अब हम इस संभाव्यता फलन को अधिकतम करेंगे और h के उस मान का पता लगाएंगे जिस पर यह संभाव्यता फलन को अधिकतम करें इसलिए हम क्या करना चाहेंगे पहले हम इस संभाव्यता फलन को देखते हैं ठीक संभाव्यता फलन क्या है यह संभाव्यता फलन आपका संयुक्त PDF है अर्थात y 1 y 2 से yN तक का f y 1 y 2 से yN 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल e घात 1 बटा 2 सिग्मा के बराबर है असल में यह 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग का वर्गमूल घात N बटा 2 e घात 1 2 सिग्मा का वर्ग समेशन K बराबर 1 से N yK h का पूर्ण वर्ग है यह अज्ञात प्राचर h का एक फलन है अब मैं क्या करने जा रहा हूं मैं अवलोकनो y बार h द्वारा परिशोधन के संभाव्यता को परिभाषित करने जा रहा हूं जहां y बार अवलोकन सदिश है याद रखें हमारे पास विभिन्न अवलोकन है इसलिए y बार y 1 y 2 से yN तक अवलोकन सदिश है इस प्रकार यह मेरा मूल सदिश है इसमें सभी अवलोकन शामिल हैं यह y बार मेरा अवलोकन सदिश है और y बार h का p संभाव्यता दर्शाता है यह अवलोकन सदिश का संभाव्यता फलन है और इसे h द्वारा पैरामीट्राइज किया जाता है इसे पैरामीट्राइज h है जिस शब्दावली का उपयोग किया जाता है वह p है अर्थात हमारे पास यह अवलोकन सदिश y बार है जिसकी लंबाई N है जिसमें अवलोकन y 1 y 2 से yN तक है और y बार सेमीकालन h का p याद रखें यह a नहीं है यह सेमीकालन h है जो अज्ञात h द्वारा पैरामीट्राइज अवलोकन सदिश y बार के संभाव्यता फलन को दर्शाता है अर्थात y बार h का p तो यह अज्ञात h द्वारा पैरामीट्राइज अवलोकन सदिश y बार का संभाव्यता फलनहै और अब इन चीजों को देखते हैं जैसे संभाव्यता फलन हमने संभाव्यता फलन के पद को व्युत्पन्न किया अब हम जैसा कि मूल रूप से कह रहे थे यह संभाव्यता फलन h द्वारा पैरामीट्राइज अवलोकन सदिश y के संभाव्यता के अनुसार है और अब हम क्या करना चाहेंगे अब हम संभाव्यता फलन को अधिकतम करना चाहेंगे y बार h का p यह आपका संभाव्यता फलन है हम क्या करना चाहेंगे हम उस आकलन को प्राप्त करना चाहेंगे जिसका संभाव्यता फलन अधिकतम हो वह अधिकतम संभाव्यता अनुमान कहलाता हैं संक्षेप में यह m l द्वारा दर्शाया जाता है इस प्रकार हम अज्ञात प्राचर h का अधिकतम संभाव्यता अनुमान प्राप्त करने के लिए संभाव्यता फलन को अधिकतम करना चाहेंगे यह संकल्पना अधिकतम संभाव्यता संक्षिप्त रूप में m l कहलाती है जो अधिकतम संभाव्यता को प्रदर्शित करती है अब इसको देखते हैं h द्वारा पैरामीट्राइज y बार का p को अधिकतम करने के बजाए मैं इसे भी अधिकतम कर सकता हूं अर्थात h द्वारा पैरामीट्राइज y बार का p के लघुगणक को अधिकतम करने के बराबर है क्योंकि यदि फलन अधिकतम है लघुगणक भी अधिकतम होगा क्योंकि लघुगणक मोनोटोनिकली रूप से बढ़ता हुआ फलन है हम प्राकृतिक लघुगणक के बारे में बात कर रहे हैं मैं इसे लघुगणक के आधार e से अभिव्यक्त करता हूं इस प्रकार फलन बढ़ रहा है फलन को बढ़ाने के बजाय बिंदु को खोजेंगे जहां फलन अधिकतम है यह इस सवाल में सुविधाजनक है क्योंकि हमारे पास एक चरघाताङ्की है हम उस प्राचर h को ढूंढना चाहेंगे जिसके लिए फलन का लघुगणक अधिकतम हो अब संयुक्त घनत्व फलन लघुगणक को देखते हैं संभाव्यता फलन के प्रो pro का लघुगणक मूल रूप से आपका लघुगणक 1 बटा 2 पाई सिग्मा का वर्ग घात N बटा 2 e घात 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग समेशन K बराबर 1 से N yK घटा h का पूर्ण वर्ग हैं और यदि मैं इस संभाव्यता फलन का लघुगणक लेता हूं अब आप देख सकते हैं की हमें मिल सकता है N बटा 2 ln 2 पाई सिग्मा का वर्ग 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग समेशन K बराबर 1 से N yK h का पूर्ण वर्ग और यह मूल रूप से संभाव्यता का लघुगणक है जिसे प्रिसक्रिप्शन l y बार पैरामीट्राइज h द्वारा से दर्शाया जाता है यह मूल रूप से आपका h द्वारा पैरामीट्राइज अवलोकन सदिश y का p संभाव्यता फलन का लघुगणक या प्राकृतिक लघुगणक है इसे लघुगणक संभाव्यता फलन भी कहा जाता है संभाव्यता फलन का लघुगणक इसे लघुगणक भी कहा जाता है इसे लघुगणक संभाव्यता भी कहा जाता है और संभाव्यता को अधिकतम करने के बजाय मैं अवलोकन सदिश y बार के लघुगणक संभाव्यता को अधिकतम कर सकता हूं और अब हम कुछ दिलचस्प देख सकते हैं इस भाग को लघुगणक संभाव्यता में देख सकते हैं यह एक स्थिर है इस प्रकार मूल रूप से यह हमेशा एक स्थिर है इसलिए मैंने इस बारे में चिंता नहीं की मैं इसे अधिकतम करने के बारे में चिंता नहीं करूंगा ठीक है यदि फलन अधिकतम है तो फलन स्थिरांक भी अधिकतम है इसलिए मुझे इस भाग को अधिकतम करने की आवश्यकता है लेकिन इस भाग में एक नकारात्मक चिन्ह है इसलिए मुझे इस भाग को कम से कम करने की आवश्यकता है इसलिए मुझे यह देखने की आवश्यकता है कि मैं कहाँ हूँ मेरा मतलब है कि इस फलन का नकारात्मक चिन्ह है इसलिए लघुगणक संभाव्यता फलन को अधिकतम करने के लिए मुझे इस हिस्से को कम से कम करना होगा अर्थात अधिकतम करने के लिए 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग समेशन K बराबर 1 से N yK h का पूर्ण वर्ग है यदि मैं ऋणात्मक चिन्ह को हटाता हूं तो मैं शेष अरगुमेंट को कम कर सकता हूं और अब देखता हूं कि यह घटक 1 बटा 2 सिग्मा वर्ग एक स्थिर है इसलिए मेरे पास इस घटक को न्यूनतम करने के बाद समेशन K बराबर 1 से N yK h का पूर्ण वर्ग तक बचा है इसलिए मैं यह कह रहा हूं यह इसके बराबर है यद्यपि इस लघुगणक संभाव्यता फलन के साथ शुरू करने में जटिल लग सकता है यह मूल रूप से इस भाग को कम करने के बराबर है अर्थात इस भाग को कम से कम करें और अब यह कम से कम करना आसान है मैं इसे आसानी से अवकलन कर सकता हूं और कहे यह 0 के बराबर है yK h का पूर्ण वर्ग का योगफल कोटि K के N आकार के लिए को कम करने के लिए इसे कम करने के लिए अवकलन करें और 0 के बराबर निर्धारित करें और यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यदि मैं इसका अवकलन h के सापेक्ष करता हूं मैं yK h का पूर्ण वर्ग का दुगुना का योगफल कोटि K के N आकार के लिए करने जा रहा हूं जो कि 0 के बराबर है और 0 के बराबर निर्धारित करने से मतलब जो yK का योगफल कोटि K के N आकार के h 0 के बराबर है जो मूल रूप से उस yK का योगफल कोटि K के N आकार n गुना h के बराबर है जो मूल रूप से इसका तात्पर्य है कि यह आपके h हैट के बराबर होता है h का मान क्या होता है यह h के मान पर बराबर होता है यह h के मान पर होता है जो 1 बटा N समेशन K बराबर 1 से N yK के बराबर होता है h के इस विशेष मान में h हैट द्वारा निरूपित किया जाता है यह अज्ञात प्राचर h का एक अनुमान है जो कि h का वह मान है जिस पर संभावना फलन को अधिकतम किया जाता है मूल रूप से अज्ञात प्राचर h का अनुमान है इसे h हैट द्वारा अभिव्यक्त किया गया है यह h की अधिकतम संभावना अनुमान है तो यह आपकी h हैट है जिसकी हमने गणना की है यह अनुमान की अधिकतम संभावना है यह आपकी अधिकतम संभावना है मैं इसे स्पष्ट रूप से लिखता हूं यह h की अधिकतम संभावना या ML अनुमान है और कोई भी इसे सब्स्क्रिप्ट ML द्वारा यह अभिव्यक्त किया जा सकता है अर्थात यह अधिकतम संभावना अनुमान है तो यह h हैट अधिकतम संभावना अनुमान है और इसे देखें यह सामान्यता अवलोकनो का औसत है यह क्या है यह अवलोकनो का औसत सरल औसत या समांतर माध्य है आपका अवलोकन y 1 y 2 से y n तक और यह भी जाना जाता है कि इस औसत को प्रतिदर्श माध्य के रूप में भी जाना जाता है यह प्रतिदर्श के माध्यम से अधिकतम संभावना अनुमान दिया गया है प्रतिदर्श अवलोकन y 1 y 2 y N क्या है और इस प्रतिदर्श का माध्य 1 बटा N समेशन K बराबर 1 से N yK के बराबर है यह समांतर माध्य या अवलोकनों का प्रतिदर्श माध्य है और यह बहुत सहज है हम जो कह रहे हैं वह अधिकतम संभावना अनुमान है वे अज्ञात प्राचर h का अधिकतम संभावना हैं जोकि सेंसर लोड पर प्रेक्षणो का औसत लेने के लिए जो कुछ बहुत सहज है लेकिन हमने इसे विश्लेषणात्मक रूप से जटिलता से और तर्क संगत रूप से पाया है अर्थात हमने संभावना फलन और h के मान का गठन किया है यह अवलोकनों का माध्य है संभावना फलन को अधिकतम करता है इसलिए इसे अधिकतम संभावना अनुमान के रूप में जाना जाता है तो यह प्रतिदर्श या इस मामले में प्रतिदर्श माध्य में बदल गया है जो मूल रूप से आपका ML है प्रतिदर्श माध्य आपका ML अनुमान है जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जो आपने इस मॉड्यूल में सीखा है तो इस मॉड्यूल में हमने क्या शुरू किया है हमने अपने एकल अवलोकन मॉडल को बहु अवलोकन या अवलोकन सदिश मॉडल तक विस्तारित किया है हमने इन अवलोकनों के संयुक्त संभाव्यता घनत्व फलन का पता लगाया और जो अज्ञात प्राचर h का फलन है हमने कहा कि इसे एक संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है h का मान जिस पर यह संभावना अधिकतम है जो प्रचार h की अधिकतम संभावना से अनुसार है जिसे अधिकतम संभाव्यता अनुमान के रूप में जाना जाता है और इस विशेष समस्या के लिए हमने अधिकतम संभाव्यता अनुमान का अनुमान लगाया है क्योंकि h हैट 1 बटा N समेशन K बराबर 1 से N yK के बराबर है जो प्रतिदर्श माध्य है और यह एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है यह एक अधिकतम संभाव्यता अनुमान है जो एक बहुत ही रोचक और बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही शक्तिशाली अनुमान है यह अधिकतम संभाव्यता अनुमान है कई माप बनाने वाले सेंसर नोड का यह उदाहरण इसकी मूल व्याख्या करता है इस अधिकतम संभाव्यता अनुमान सिद्धांत की मूल बातें दिखाता है और अगले मॉड्यूल में आगे के मॉड्यूल में हमें पता चलेगा हम इस अधिकतम संभाव्यता अनुमान को और जानेंगे और इस अधिकतम संभाव्यता अनुमान के अन्य गुणों की जानेंगे और अधिकतम संभाव्यता अनुमान की प्रक्रिया को जानेंगे जिसे हमने पाया है तो आइए हम यहां रुकते हैं और हम बाद के मॉडल में जारी रहेंगे